पिछले व्याख्यान में हमने आइंस्टीन के A और B गुणांक पर चर्चा की और सीखा कि यदि ऊर्जा E1 और E2 के साथ दो ऊर्जा स्तर 1 और 2 हैं और निचले स्तर में परमाणुओं की संख्या N1 और ऊपरी स्तर में N2 है फिर जिस दर से परमाणु निचले स्तर पर आते हैं वह A21B21uTN2B12uTN1 के बराबर है और dN1dt dN2dt के बराबर है क्योंकि परमाणुओं की कुल संख्या समान रहती है अब से मैं 1 और 2 को drop करने छोड़ने जा रहा हूँ यह समझा आता है कि हम दो स्तरों के बारे में बात कर रहे हैं और हमने यह भी देखा कि B12 B21 के बराबर था इसलिए मैं इसे B कहने जा रहा हूँ और A गुणांक A 8πh3Bc3 के बराबर था हमने यह भी सीखा कि A गुणांक ऊपरी स्तर के जीवनकाल से संबंधित है अर्थात औसतन यह जीवनकाल कितना लंबा है परमाणु ऊपरी स्तर पर कितने समय तक रहने वाला है और यह इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है एक विकिरणित परमाणु signals संकेत या प्रकाश देता है जो आयाम में चरघातांकी रूप से कम होता जाता है और यह चरघातांकी e At जैसा है तो यह e At के factor गुणक से कम हो जाता है और इसे ही हम जीवनकाल कहते हैं 1A होने जा रहा है इस तरह से दोनों संबंधित हैं और यह तब भी देता है क्योंकि यह एक तरंग है और इसका क्षयित आयाम होता है यदि मैं इस तरंग के लिए तीव्रता बनाम ओमेगा या को आरेखित करता हूँ तो यह तरंग उस चरम आवृत्ति के रूप में सामने आती है जो तरंगदैर्ध्य यहां दी गई है से संबंधित होती है लेकिन इस चौड़ाई में इसकी आवृत्तियाँ भी हैं अर्ध उच्च पर पूर्ण चौड़ाई A है इसलिए A भी अर्ध उच्च पर पूर्ण चौड़ाई है जिसे आप पावर स्पेक्ट्रम के रूप में जानते हैं यानी किस आवृत्ति पर कितनी तीव्रता निकल रही है तो इस तरह से ऊपर जाना और नीचे आना इस तरह का शिखर मैंने नीले रंग में दिखाया है जिस तरह का शिखर आप देख रहे हैं यह उस तरह की तीव्रता है जिसे आप मापते हैं जब प्रकाश एक परमाणु से निकल रहा है जो उत्सर्जित हो रहा है ठीक है तो आइए अब हम कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें अब एक उत्तेजित अवस्था या परमाणु की ऊपरी अवस्था का जीवन काल 10 8 से 10 10 सेकंड के कोटि का है और इसलिए A गुणांक A 1τ के रूप में आता है 10 8 से 10 10 second inverse कोटि का होगा यह उस तरह की संख्या है जिस A के बारे में हम बात कर रहे हैं B गुणांक के बारे में कैसे A B से 8πh3c3B के रूप में संबंधित है इसलिए B Ac38πh3 है जो 10 8 से 10 10 के कोटि का है तो आइए हम A 109 लेते हैं c33 3 था divided by 8π जो 25 के कोटि का है गुणा h जो 10 34 कोटि का है तो यह बराबर है 109 53 3×106 500 नैनो मीटर है तो यानी 109 53 3×106 क्योंकि नैनो 10 9 मीटर है जो कि 25×10 34 से विभाजित है तो हम इस कोटि के बारे में बात कर रहे हैं कहें कि यह मोटे तौर पर cancels रद्द करता है यह cancel रद्द हो जाता है और आपको 107 मिलता है 107plus 6 1013 1022 जो भी इकाइयां हों मैं आपको इन इकाइयों की गणना करने दूंगा और इसे एक assignment के रूप में दूंगा बस इन इकाइयों की गणना करते समय ध्यान रखें कि A की इकाई T inverse है और वह Bu के समान है तो हम इस तरह के कोटि की बारे में बात कर रहे हैं अब यह उद्दीपित उत्सर्जन के अस्तित्व को जन्म देता है जिससे प्रकाश संकेत को प्रवर्धित करने की संभावना उत्पन्न होती है और मुझे समझाने दें मान लीजिए मेरे पास एक cube घन है जिसमें कुछ गैस भरी हुई है और आप उसमें से प्रकाश प्रवाहित करते हैं क्या होगा क्या यह प्रकाश अवशोषित हो जाएगा और जो बाहर आएगा वह कम तीव्रता का प्रकाश होगा और ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपरी अवस्था में N2 परमाणु होते हैं निचली अवस्था में N1 परमाणु होते हैं और आवृत्ति प्रकाश अवशोषित हो जाता है और सामान्य तौर पर यदि N1 N2 से बड़ा है और मैं इसे जल्द ही गणितीय रूप से दिखाऊंगा तो क्या होगा कि जो परमाणु अवशोषित हो रहे हैं उनकी संख्या नीचे आने वाले परमाणुओं से बड़ी होगी और इसलिए प्रकाश अवशोषित हो जाएगा हालांकि इस संभावना पर विचार करें कि इस गैस में परमाणु ऐसे हैं कि N2 N1 से बड़ा है तो जो प्रकाश अंदर जा रहा है वह प्रवर्धित हो जाएगा अधिक प्रकाश निकलेगा ऐसा इसलिए है क्योंकि अब प्रकाश को अवशोषित करने वाले परमाणुओं की तुलना में अधिक परमाणु नीचे आ रहे होंगे और विकिरण दे रहे होंगे और इसलिए प्रकाश प्रवर्धित हो जाता है आइए अब हम गणितीय रूप से N1 और N2 के बीच और प्रकाश के प्रवर्धित बढ़ना या ह्रास कम होने के इस संबंध को देखें तो इसके लिए मैं जो विचार करूंगा वह है मान लीजिये हम इस ट्यूब को लें और और इस लंबाई को ∆Z डेल्टा Z मानें और इस काट क्षेत्र को a मानें और मान लीजिए कि तीव्रता I आई का प्रकाश सभी आवृत्तियों में आ रहा है तीव्रताओं का प्रकाश आ रहा है और तीव्रता I∆I मैं इसे धनात्मक मान रहा हूँ ताकि गणित के वक्र अधिक सुविधाजनक तरीके से काम करें तीव्रता I∆I का प्रकाश बाहर जाता है और ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे परमाणु हैं जो प्रकाश देंगे और ऐसे परमाणु हैं जो प्रकाश को अवशोषित करेंगे और उत्सर्जन और अवशोषण का अंतर यह प्रकाश देता है तो मैं लंबाई Z काट क्षेत्र a की इस ट्यूब को ले रहा हूँ और तीव्रता I आई का प्रकाश आ रहा है और तीव्रता II का प्रकाश बाहर जाता है और अंतर अंदर होने वाले अवशोषण और उत्सर्जन से उत्पन्न होता है माना कि ऊपरी स्तर पर परमाणुओं का घनत्व n2 है निचले स्तर में परमाणुओं का घनत्व n1 है फिर मेरे पास क्या है मेरे पास एक तुच्छ स्वतः उत्सर्जन है और मैं यह कब कर सकता हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि प्रकाश की तीव्रता इतनी strong मजबूत है कि उद्दीपित उत्सर्जन और अवशोषण हावी है निश्चित रूप से तो ऊर्जा संतुलन समीकरण से मुझे प्राप्त होने जा रहा है कि बाहर जाने वाला E अंदर आने वाले E और जो कुछ भी देखा गया है के योग के बराबर होगा जो कुछ भी परमाणुओं द्वारा दी गई परमाणु ऊर्जा द्वारा दिया गया है ऊर्जा जो बाहर जा रही है उसे तीव्रता के रूप में लिखा जा सकता है जो प्रति इकाई समय प्रति क्षेत्र प्रति इकाई ऊर्जा है और यह सब है यह प्रति यूनिट समय है तो प्रति इकाई समय बाहर जा रही ऊर्जा E होने जा रही है क्षेत्र a में जा रही तीव्रता II Ia और ऊपर से निचले स्तर पर आने वाले परमाणुओं की संख्या n2 गुना आयतन aΔZ के बराबर होने जा रही है यानी परमाणुओं की कुल संख्या जो ऊपरी स्तर पर हैं और उत्सर्जन की दर uT है और हर बार जब कोई परमाणु ऊपरी से निचले स्तर पर संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा hν देता है माइनस उन परमाणुओं की संख्या जो निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर संक्रमण कर रहे हैं और यह संतुलन समीकरण से n1aZBuThν होने जा रहा है जो मैंने इस व्याख्यान की शुरुआत में लिखा था और इसलिए जो मुझे मिलता है मैं उसे अगले पृष्ठ में लिख रहा हूँ यह है कि ΔI a जो कि प्रति समय हो रहा है Bn2 n1uThνaZ के बराबर है मैंने सभी पदों को एकत्र कर लिया है और इसलिए IZ a के बराबर है cancel रद्द हो जाता है यह Bhνn2 n1uT के बराबर है इससे यह स्पष्ट है कि यदि n2 n1 0 से बड़ा है इसका अर्थ है कि ऊपरी स्तर में परमाणुओं की संख्या निचले स्तर dIdZ में परमाणुओं की संख्या से अधिक है जिसे मैं IZ के रूप में लिख रहा हूँ तो 0 से अधिक होने जा रहा है जो कुछ भी तीव्रता होने वाली है जो कुछ भी मुझे पसंद है वह अंदर भेजा गया है जो प्रवर्धित हो रहा है दूसरी ओर यदि n2 n1 0 से कम है dIdZ 0 से कम होने जा रहा है और प्रकाश कम हो जाता है तो यह अवशोषित हो जाता है आइए अब इस समीकरण को थोड़ा बेहतर रूप में लिखते हैं तो यह dIdZ Bhνn2 n1uT के बराबर है मैं uT को आवृत्ति के terms पदों में लिखना चाहूँगा स्वयं तीव्रता के terms में तो याद रखें कि मैं frequency range आवृत्ति परिसर पर प्रकाश भेज रहा हूँ इसलिए यह कुल निहित ऊर्जा है और यह एक समतल तरंग की तरह है इसलिए यह गुणा C तीव्रता है और इसलिए मैं लिख सकता हूँ इसका अर्थ है कि uT Ic है मैं इसे समीकरण में substitute स्थानापन्न करने जा रहा हूँ और मुझे मिलता है dIdZ n2 n1BhνcI के बराबर है आप आसानी से दिखा सकते हैं कि यह लंबाई के वर्ग या क्षेत्रफल की dimensions विमा रखता है इसलिए मैं किसी चीज़ को परिभाषित करने जा रहा हूँ जिसे काट क्षेत्र कहतें है और यदि आपको पसंद है यह संक्रमण काट क्षेत्र है जो Bhνc होने जा रहा है और इसलिए समीकरण को इस dIdZ रूप में लिखें कि जब प्रकाश एक माध्यम में कोई दूरी लंबाई तय करता है तो यह n2 n1σI के रूप में बदलने वाला है मुझे फिर से एक चित्र बनाने दें जिस पर हम विचार कर रहे हैं अब हम विचार कर रहे हैं कि मैं एक सामान्य बयान दे सकता हूँ कि एक कंटेनर जिसमें ये गैस परमाणु होते हैं n2 ऊपरी स्तर पर होते हैं और n1 निचले स्तर पर होते हैं और मैं तीव्रता I के साथ संक्रमण आवृत्ति के करीब आवृत्ति का प्रकाश भेज रहा हूँI जब यह दूरी तय करता है तो यह समीकरण dI dZn2 n1σI को संतुष्ट करता है तो यदि n2 n1 से अधिक है यानी ऊपरी स्तर में परमाणुओं का घनत्व निचले स्तर में परमाणुओं के घनत्व से अधिक है तो इस तरह दूरी तय करने पर तीव्रता बढ़ने वाली है और यह प्रवर्धित हो जाती है आइए अब हम अनुप्रस्थ काट का मान ज्ञात करें और इसके लिए मैंने बस इस सिग्मा को परिभाषित किया है जो Bhνc है जिसे मैं Bhc के रूप में लिख सकता हूँ जो की Bh कोटि का है जब मैं श्वेत प्रकाश या विस्तृत बैंड प्रकाश से चमका रहा हूँ ठीक है तो एक विस्तृत बैंड प्रकाश के लिए मैं के समान कोटि का ले सकता हूँ और इसलिए मैं सिग्मा को Bhc के बराबर लिख सकता हूँ आइए हम उस संख्या का अनुमान लगाते हैं जो मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले दिखाया है मान लीजिए कि B 1022 कोटि का है h 10 34 कोटि का है जिसे C से विभाजित किया गया है जो 108 कोटि का है तो यह 10 20 वर्ग मीटर या 10 14 वर्ग सेंटीमीटर के कोटि का आता है आमतौर पर हम परमाणुओं में जो पाते हैं वह सिग्मा 10 18 से 10 20 वर्ग सेंटीमीटर के कोटि का होता है लेकिन मैंने यहां जो किया है वह सिर्फ एक अनुमान लगाया है तो आपके पास जो होगा वह यह है कि dIdT ×10 18I के कोटि का होने वाला है तो यदि आप तीव्रता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं तो वास्तव में बड़ा होना चाहिए अब इसका उपयोग लेसर बनाने के लिए औपचारिक रूप में कैसे किया जाता है तो आइए अब देखते हैं कि लेसर में क्या होता है एक लेसर में जो करतें है वहाँ दो दर्पण लगाते है ये दर्पण होते हैं और अंदर एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं और यह प्रकाश आगे पीछे होता रहता है मान लीजिए कि बाईं ओर दर्पण की परावर्तकत्ता R1 है दाईं ओर दर्पण की परावर्तकत्ता R2 है तो क्या होता है जब तीव्रता I आई का प्रकाश दाईं ओर जाता है जो वापस आता है वह R2 I आई है और इसके दाहिनी ओर के दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुझे R1 गुणा R2 गुणा I आई मिलता है यदि प्रकाश को प्रवर्धित करना है तो R1 R2 I गुणा प्रवर्धन गुणक कम से कम एक होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है प्रवर्धन गुणक वास्तव में R1 और R2 से बड़ा होना चाहिए और प्रवर्धन गुणक कितना है आइए इसकी जांच करते हैं तो मेरे पास dI dZ है जो n2 n1σI के बराबर है और जब प्रकाश यात्रा दूरी Z तय करता है यह मुझे I I0en2 n1σZ देता है अब cavity गुहा में जिसे हम सिर्फ दो दर्पण के बीच में मानते हैं यदि उसकी लंबाई L एल है तो प्रकाश मूल दर्पण पर वापस आ जाता है I बाएं दर्पण पर यात्रा दूरी 2L के बाद I आई I0en2 n1σ2l के बराबर होने वाली है यह प्रवर्धन गुणक है और यह प्रवर्धन गुणक गुणा R1 R2 कम से कम 1 होना चाहिए मुझे शीर्ष पर लिखना चाहिए कि वो I आई गुणा प्रवर्धन गुणक होना चाहिए तो en2 n1σ2lR1R2I कम से कम I आई होना चाहिए ताकि वास्तविकता में प्रकाश sustained कायम रहे यह अधिक होना चाहिए यदि जालक को प्रवर्धित करना है और इसलिए मेरे पास n2 n1σ2l है जो lnR1R2 के बराबर है तो n2 n1 lnR1R22σl के बराबर होना चाहिए जो ln√ σl के समान है चूंकि R1 और R2 1 से कम हैं इसलिए यह संख्या 0 से अधिक है इसलिए n2 n1 को लेसर क्रिया करने के लिए कम से कम -ln√ σl होना चाहिए और इसे क्रांतिक जनसँख्या व्युत्क्रमण के रूप में जाना जाता है n2 n1critical ln√ σl के बराबर है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऊपरी स्तर में निचले स्तर की तुलना में अधिक परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए और लेसर क्रिया को बनाए रखने के लिए मुझे उनके बीच न्यूनतम अंतर रखना चाहिए जो कि दर्पण की परावर्तकत्ता और इस गुहा की लंबाई द्वारा दिया जाता है जिसमें मैं इन परमाणुओं को hold पकड़ बाँध कर रहा हूँ और जो प्रवर्धकों के रूप में काम करता है अब इस n2 n1 को 0 से अधिक प्राप्त करने के लिए वास्तव में क्या किया जाता है इसकी चर्चा मैं अगले व्याख्यान में करूंगा